इसलिए अब हम इस व्याख्यान को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अन्य मूल निर्देशों के साथ जारी रखने जा रहे हैं इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि भविष्य में यह अनुमान लगाया जाता है कि चीजों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है इसलिए यह एक अध्ययन के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि 2018 तक लगभग हमारे पास 20 से 50 बिलियन जुड़ी हुई डिवाइस होंगी जो कि इंटरनेटवर्क होने जा रही हैं इसलिए कई अलग अलग एप्लिकेशन इतने सारे अलग अलग डिवाइस और इन डिवाइस को इन एप्लिकेशन में स्मार्ट बनाया जा रहा है तो यही कारण है कि इन इंटरनेटवर्क चीजों की संख्या में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़े उपकरणों की संख्या में विस्फोट होने जा रहा है इसलिए जैसा कि हम समझ सकते हैं कि यदि आप इंटरनेटवर्क करना चाहते हैं यदि आप एक नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक संयुक्त नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ये चीजें जुड़ी हुई हैं तो एक मूलभूत समस्या जो होने वाली है वहाँ एक पते की कमी होने जा रही है हम जल्द ही उन सभी पतों की संख्या के अंत तक पहुंचने वाले हैं जिन्हें हम इनमें से प्रत्येक डिवाइस को दे सकते हैं उदाहरण के लिए आईपी एड्रेस वगैरह इसलिए IPV4 बेखटके रूप से काफी अच्छा नहीं है लोगों ने IPV6 के उपयोग का पता लगाया है लेकिन पूरी तरह से नए प्रकार की एड्रेसिंग स्कीम की आवश्यकता है जो इस पते की कमी के कारण इन मुद्दों का समाधान कर सके अगली बात कनेक्टिविटी की है वर्तमान में बहुत से विभिन्न स्रोत हैं कनेक्टिविटी की पेशकश के बहुत से विभिन्न तरीके हैं सेलुलर एक है वाई फाई ईथरनेट फिर ब्लूटूथ लो एनर्जी डैश 7 इंस्टियोन IEEE 802154 802156 80216 इत्यादि तो कई विभिन्न कनेक्टिविटी तंत्र कनेक्टिविटी मानक उपलब्ध हैं इसलिए नेटवर्क के संबंध में यह एक और चुनौती होगी तो आप इस अलग थलग मानकों में से प्रत्येक के बीच किस तरह से संपर्क स्थापित कर रहे हैं तो इस तंत्र को तैयार करना होगा तो कनेक्टिविटी के संदर्भ में हम यूनीक बिल्डिंग ब्लॉक्स नामक अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं जैसे लैन IoT वैन IoT नोड IoT गेटवे IoT प्रॉक्सी और भी बहुत कुछ तो इंटरनेट के विभिन्न घटकों के रूप में हमारे पास जो कुछ भी है इसमें तुलनात्मक रूप से बड़े I इंटरनेट का अर्थ है कंप्यूटर का इंटरनेट हमारे पास ये विभिन्न LAN WAN Node गेटवे प्रॉक्सी घटक भी हैं इसलिए अवधारणाएं बहुत समान हैं जैसे कि हमारे पास इंटरनेट में है तो IoT लैन इंटरनेट लैन के समान है इसलिए यह भवन या कैंपस आदि के लोकल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए है IoT वैन मूल रूप से दो अलग अलग लैन की इंटरनेटवर्किंग है आप दो अलग अलग लैन की इंटरनेटवर्किंग जानते हैं अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट को ऑर्गेनाइजेशनली या शायद ज्योग्राफिकली व्यापक रूप से जोड़ना और ये इंटरनेट IoT नोड से कनेक्ट किए जा सकते हैं जो लैन या वैन के अंदर अलग अलग नोड्स की कनेक्टिविटी है कभी कभी आप जिस लैन को जानते हैं उसमें वैन के नोड्स को IoT से भी जुड़े हो सकते हैं गेटवे मूल रूप से एक राउटर हैं जो IoT लैन से जुड़ता है तो यह बाहरी दुनिया की तरह है एक लैन से परे गेटवे और आमतौर पर WAN से कनेक्ट होता है तो वैन में हो सकते हैं आप जानते हैं कि कई लैन इंडिविजुअल गेटवे और प्रॉक्सी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो हम उप नेटवर्किंग और सिक्योरिटी प्रॉक्सीस के लिए प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं इसलिए यदि आप यहाँ पर पहली तस्वीर देखते हैं तो हम एक IoT लैन देखते है तो आप IoT लैन जानते हैं हमारे पास अलग अलग IoT डिवाइसेज हैं और इनमें से प्रत्येक डिवाइस का अपना यूनीक एड्रेस लोकल ऐड्रेस है और ये यूनिकली लोकल एड्रेस हैं इसलिए यूनीक जो मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं वह एक विशेष LAN के भीतर यूनीक है ये एड्रेस यूनीक हैं और इसी प्रकार एक अन्य LAN IoT LAN के भीतर ये एड्रेस यूनीक हैं तो ये लोकली यूनीक एड्रेस्सेस हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक विशेष एड्रेस इस LAN के लिए यूनीक हो लेकिन किसी अन्य LAN में पुन उपयोग किया जा सकता है तो दूसरी बात यह है कि ये दो अलग LAN हैं वे दो अलग अलग गेटवे से जुड़ सकते हैं ये गेटवे नोड्स हैं और हम प्रॉक्सी की एक अवधारणा भी देख चुके हैं तो प्रॉक्सी मूल रूप से बाहरी इंटरनेट से जुड़ने में मदद करता है तो प्रॉक्सी इंटरनेट से जुड़ने में मदद करता है तो यह गेटवे से परे है और इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रॉक्सी द्वारा दी जाती है इसलिए कुछ IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन स्थानीय क्षेत्रों तक ही सीमित हैं इसी के अनुरूप हमारे पास इंटरनेट LANs WANs और प्रॉक्सी हैं और यही वह है जो हमने पिछले चित्र में देख चुके हैं इसलिए गेटवे अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले नोड्स के एड्रेस जो गेटवे डोमेन के भीतर ही मान्य हैं और उसी एड्रेस को शायद दूसरे डोमेन में दोहराया जा सकता है जैसा कि मैं आपको पिछले चित्र में पिछली स्लाइड में बता रहा था तो गेटवे के पास एक यूनीक नेटवर्क प्रीफिक्स है जिसका उपयोग उन्हें विश्व स्तर पर पहचानने के लिए किया जा सकता है तो एक यूनीक नेटवर्क प्रीफिक्स है और हम शीघ्र ही इसे देखने जा रहे हैं तो यह रणनीतिstrategy मूल रूप से बहुत सारे अनावश्यक एड्रेस की बर्बादी को बचाती है और यद्यपि नोड्स को गेटवे के माध्यम से इंटरनेट से कम्युनिकेट करना पड़ता है इसलिए जैसा कि एड्रेस कंजर्वेशन के लिए हमने देखा है कि ये एड्रेस्सेस लोकली यूनीक हैं लेकिन इन्हें दूसरे डोमेन में पुन उपयोग किया जा सकता है लेकिन ये नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हैं ये IoT नेटवर्क गेटवे और IoT राउटर्स के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े हैं नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और ये राउटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इनके खुद के एड्रेस्सेस और रेंजस के अपने सेट हैं और इसका मतलब है कि एड्रेस रेंजस तो इन राउटर के पास कई गेटवे हैं और वे उनसे जुड़े हुए हैं जो केवल इन राउटर के माध्यम से नोड्स से इंटरनेट तक पैकेट को अग्रेषित कर सकते हैं और ये राउटर गेटवेस को प्रीफ़िक्सेस असाइन करते हैं जो उनके अधीन हैं तो हमारे पास प्रीफ़िक्स 1 और प्रीफ़िक्स 2 दो अलग अलग प्रीफ़िक्स हैं जो मैंने उपयोग किए थे जो कि गेटवे के लिए उनके संबंधित राउटर द्वारा असाइन किए गए हैं तो प्रीफ़िक्स1 इस राउटर द्वारा इस गेटवे को सौंपा गया है और प्रीफ़िक्स2 इस राउटर द्वारा इस विशेष गेटवे को सौंपा गया है अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे प्रस्तावित किया गया है क्योंकि यह मोबिलिटी की समस्या को हल करने में मदद करता है तो मूल रूप से क्या होने जा रहा है जब एक विशेष नोड एक विशेष नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अपनी स्थिति बदलता है तो हम कहते हैं कि इस नेटवर्क से नोड चलकर दूसरे विशेष नेटवर्क पर आता है तो प्रीफिक्स 1 भी प्रीफिक्स 2 में बदल जा रहा है और यह मोबिलिटी के कारण परिवर्तनों से IoT LAN को सुरक्षित बनाने जा रहा है तो IoT गेटवे मूल रूप से IoT गेटवे वैन लैन एड्रेस में परिवर्तन के बिना एड्रेस मैं बदलाव का ध्यान रखता है तो LAN के भीतर एड्रेस समान रहता है लेकिन इस यूनीक प्रीफिक्स के असाइनमेंट की मदद से वैन एड्रेसबदल जाता है और इस तरह से मोबिलिटी के मोबिलिटी एड्रेसिंग वाले पहलू पर ध्यान दिया जाता है तो इस विशेष चित्र में हम देखते हैं कि रिमोट एंकर प्वाइंट की यह अवधारणा है और इस नेटवर्क में ये विशेष एंटिटी वह है जो उस नेटवर्क का यूनीक ग्लोबल व्यू है जो नीचे है इसका मतलब है की इस पूरे नेटवर्क में ये LAN WAN Gateway router वगैरह शामिल हैं तो इस विशेष एंटिटी को एक माना जाता है जिसके पास इस नेटवर्क का यूनीक ग्लोबल व्यू है तो अब हम इसके आसपास की कुछ अन्य अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं इसलिए हम पहले ही देख चुके हैं कि एक रिमोट एंकर प्वाइंट है और अगर नेटवर्क प्रीफ़िक्स में कोई परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिकली और टेक्नोलॉजीज या प्रोटोकॉल्स से उसका ध्यान रखा जा सकता है जैसे कि मोबाइल IPV6 इस विशेष परिदृश्यों में मददगार हो सकता है जो यह माना गया है कि IPV6 आधारित एड्रेसिंग का उपयोग किया जा रहा है इसलिए किसी विशेष LAN के भीतर Nodes का पता अपरिवर्तित रहता है क्योंकि वे Gateway के भीतर होते हैं और इसलिए Gateway के भीतर एक लोकल यूनीक ऐड्रेस होता है और गेटवेस नेटवर्क प्रीफिक्स में परिवर्तन उन्हें प्रभावित नहीं करता है लेकिन इसकी आवश्यकता नोड्स के लिए सीधे इंटरनेट से कम्यूनिकेट करने के लिए हो सकती है और यह टनलिंग की अवधारणा की मदद से किया जा सकता है जहां नोड्स राऊटर के माध्यम से अपने पैकेट को चैनल करने के बजाय एक रिमोट एंकर प्वाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं इसे टनलिंग प्रोटोकॉल की मदद से किया जा सकता है जैसे कि IKV IKEV2 तो यह है कि कैसे IKEV2 की मदद से रिमोट एंकर प्वाइंट की मदद से किया जा सकता है तो मुख्य रूप से Gateway से एंकर प्वाइंट तक टनल्स को इस तरह स्थापित किया जा सकता है गेटवे आपके पास एसोसिएटेड है वे प्रोक्सीस के साथ या बिना आ सकते हैं और वे इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंट्रा लैन कनेक्टिविटी की पेशकश कर सकते हैं इसलिए LAN के भीतर वे अपस्ट्रीम एड्रेसिंग के लिए इसके भीतर विभिन्न नोड्स के बीच कनेक्टिविटी की पेशकश कर सकते हैं जिसका अर्थ गेटवे से परे है इसलिए इंटरनेट मैकेनिज्म के गेटवे जैसे कि DHCPV6 यह मानते हुए कि IPV6 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है स्टेट बेस्ड ऐड्रेसिंग के लिए DHCPV6 या स्टेटलेस एड्रेसिंग के लिए SLAAC का उपयोग किया जा सकता है और लोकली यूनीक एड्रेस्सेस स्वतंत्र रूप से बनाए रखे जाते हैं ग्लोबली राउटेबल ऐड्रेसेस के संदर्भ में इंटरनल एड्रेस स्टेबिलिटी पर विशेष ध्यान रहता है इसलिए हमें एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि एड्रेस स्टेबिलिटी के इस मेकैनिज्म के बावजूद LU इंटरनेट या ऊपरी परतों के साथ सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है जो कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी को लागू करके हल किया जाता है तो यह प्रॉक्सी मूल रूप से इंटरनेट पर ऊपरी परतों से कनेक्टिविटी प्राप्त करने में मदद करती है तो वर्तमान में IoT आधारित अधिकांश समाधान अभी भी IPV4 का उपयोग कर रहे हैं बहुत कम IPV6 इंप्लीमेंटेशन हैं तो क्या होने वाला है यदि आप चाहते हैं तो आप मौजूदा इंटरनेट का विस्तार करके IoT के निर्माण के लिए जो डेप्लॉय करना चाहते हैं वे एक दृष्टिकोण है जो कि मैंने IoT के निर्माण के लिए व्याख्यान 1 के भाग के रूप में शुरू में बात की थी तो उस विशेष मामले में क्या होने की जरूरत है की IPV4 IPV6 आदि का पालन करने वाली अलग अलग एड्रेसिंग स्कीम हैं तो IPV4 और IPV6 के बीच और इसके विपरीत एड्रेस ट्रांसलेशन जैसा कुछ होना चाहिए यह जब तक हमारे पास है जब तक एक अलग ऐड्रेसिंग स्कीम नहीं मिल जाती एक नए प्रकार की एड्रेसिंग स्कीम है इसलिए हैंडशेकिंग या ऐड्रेसेस का ट्रांसलेशन IPV4 से IPV6 या IPV6 से IPV4 नंबर 1 नंबर 2 IPV4 पर IPV6 की टनलिंग है तो शायद नेटवर्क का कुछ हिस्सा IPV6 का उपयोग करता है तो इन IPV6 PD का उपयोग IPV4 PD पर टनल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है एप्लीकेशन लेयर प्रोक्सी को काम में लेकर डेटा रेलाईन्ग का टास्क प्राप्त किया जा सकता है अंत में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मल्टी होमिंग की एक अवधारणा है जहां एक विशेष नोड या एक IoT डिवाइस या उप नेटवर्क IoT उप नेटवर्क को विश्वसनीयता में सुधार के लिए कई नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है तो मूल रूप से मल्टी होमिंग एक अवधारणा है जिसका उपयोग नेटवर्क के समग्र दायित्व में सुधार के लिए किया जाता है तो उसी स्थिति में यदि नेटवर्क का कुछ घटक या शायद एक नोड खराब हो जाता है है तो एक और नेटवर्क है जो इसे संभाल सकता है तो इन मल्टी होमिंग के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं प्रॉक्सी आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है या गेटवे आधारित दृष्टिकोण मुझे इन दोनों दृष्टिकोण को विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है लेकिन ये नाम मूल रूप से बताते हैं कि इन विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मल्टी होमिंग के लिए चीजों को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है इसलिए मल्टी होमड नोड्स को सोर्स ऐड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस और राउटिंग की जानकारी प्रदान करना मल्टी होमिंग नेटवर्क में वास्तविक चुनौती है इसलिए वर्तमान में IETF इस विशेष मुद्दे को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहा है तो IPV4 का उपयोग किया जा रहा है कुछ भागों IPV6 का उपयोग किया जा रहा है हम दोनों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है हमें एक नई एड्रेसिंग स्कीम के साथ आना होगा जो अभी तक हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है लोग अभी भी इस पर काम कर रहे हैं रेसर्चेस विभिन्न मैकेनिज्म ला रहे हैं IoT के लिए एड्रेसिंग स्कीमों के निर्माण पर अभी भी बहुत सारे रिसर्च प्रयास हो रहे हैं लेकिन अगर IPV4 का उपयोग किया जाता है और IPV6 का उपयोग किया जाता है तो ये IPV4 और IPV6 के उपयोग के बीच यह तुलना के तुलनात्मक बिंदु हैं अंतर का मुख्य बिंदु यह है कि क्योंकि बिट लंबाई IPV4 में लंबाई 32 है और IPV6 में 128 है IPV4 में एड्रेस्सेस की संख्या केवल 2 की घात 32 है दूसरी ओर यहां एड्रेस्सेस की संख्या 2 की घात 128 है इसलिए हमें एक लार्ज ऐड्रेस स्पेसlarge address space मिलने जा रहा है और मुझे लगता है कि हम पहले से ही जानते हैं कि नोटेशन में अंतर है IPV4 में जिसे डोटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं और यह IPV6 से अलग है जिसमें एड्रेसिंग करने के लिए हेक्साडेसिमल नोटेशन है इसलिए यहां कुछ अन्य बिंदुओं की तुलना की जा रही है जिनकी चर्चा में नहीं करने जा रहा हूं और यहां IPV4 हेडर फॉर्मेट है यहाँ IPV6 हेडर फॉर्मेट है तो ये IPV4 और IPV6 उन्हें तब तक साथ चलना होगा जब तक कि एड्रेसिंग का कोई नया मैकेनिज्म नहीं आ जाता जो इन प्रस्तावित से पूरी तरह से अलग हो इसलिए उन्हें साथ साथ काम करना होगा तो आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ों के लिए टनलिंग या एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो इस के साथ हम IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर परिचय के अंत पर आते हैं हम पहले से ही IoT सिस्टम के निर्माण के लिए प्रेरणा को समझ चुके हैं IoT सिस्टम के विभिन्न अनुप्रयोग IoT सिस्टम की विभिन्न विशेषताएं विभिन्न चुनौतियां जो नेटवर्किंग से जुड़ी हैं IoT के निर्माण के लिए अलग अलग घटक क्या हैं IoT एक जॉइंट नेटवर्क है लेकिन तब आपको IoT के निर्माण के लिए मॉड्यूलर एप्रोच स्टेप बाई स्टेप एप्रोच फेज्ड एप्रोच का उपयोग करना होगा तो एक नेटवर्किंग प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग घटक क्या हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हम समझ चुके हैं इसलिए इसके साथ हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के परिचय पर व्याख्यान के अंत में आते हैं धन्यवाद